Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 56 Single Phase Transformer Contd Refer Slide Time 0024 तो यह आंकड़ा 200 वोल्ट के लो वोल्टेज साइड को संदर्भित सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को दर्शाता है टर्मिनल वोल्टेज लोड की गणना करें जो हाय वोल्टेज साइड लो वोल्टेज करंट और एफिशिएंसी पर है तो इस समस्या में वास्तव में एक बात यह है कि लो वोल्टेज साइड 200 वोल्ट है वास्तव में एक हाय वोल्टेज साइड 2000 वोल्ट है यह यहां नहीं लिखा हैलेकिन हाई वोल्टेज साइड 2000 वोल्ट लेता है इसका मतलब है N2 N1 10 होगा क्योंकि N2 N1 V2 V1 होता है यह R2000 200 से विभाजित होगा इसलिए यह R10 होगा इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगेयह सर्किट डायग्राम है संदर्भ समय 0123 यह लो वोल्टेज साइड को संदर्भित करता है Refer Slide Time 0122 मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए यह एक इक्विवेलेंट सर्किट है जो हमने पहले देखा है यह लो वोल्टेज साइड वोल्टेज 200 वोल्ट है जिसको मैं कर्सर के द्वारा दिखा रहा हूं तो इस कोर लेस कंपोनेंट रजिस्टेंस को 400 Ω और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को 231 Ω दिया जाता है यह I0 है इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट Ic है और इस ब्रांच के माध्यम से Im है यह एक ट्रांजिस्टर के द्वारा हल करने जैसा है और दूसरे को सीरीज पैरेलल सर्किट की तरह हल कर रहे है हालांकि हमने इसे सिंगल फेस के लिए किया है और यह Re1 है जो 01 Ω और 05 Ω है और यह करंट I2 प्राइमरी साइड में बह रहा है और I1 I0 I2 और इसका रेजिस्टेंस 79 Ω और 55 Ω है जिसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं इसे प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड कहा जाता है जिसका वोल्टेज लोड के अक्रॉस V2 है इससे पहले हमने देखा था कि V2 kV2 लेकिन यह हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन में देखा था पहले से ही सभी पैरामीटर दिए गए हैं तो हमें हाई वोल्टेज साइड पर टर्मिनल वोल्टेज का पता लगाना है जो कि V2 है तो लो वोल्टेज लो करंट जो कि I1 है और एफिशिएंसी का हमें इसका पता लगाना होगा अब Im पैरेलल सर्किट है तो Im 20032 या फिर 31 जो भी आ जाएगा उससे Ic R200400 होगा तो यह एक पैरेलल सर्किट है Refer Slide Time 0255 Im 200231 यानी 0866 एम्पीयर और Ic 200400 होगा Ic 05 एम्पीयर होगा और हम जानते हैं कि I0 Ic jIm तो यह 05 j 0866 एम्पीयर है तो वास्तव में I0 है जिसका मेग्नीट्यूड 1 होगा और एंगल 60 o एम्पीयर होगा Refer Slide Time 0317 अब इस तरफ टोटल लोड को कैलकुलेट करने के लिए हम अगर टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं जो Re को 01 और Xe 05 Ω दिया जाता है तो यहाँ RL 79 Ω और X L 55 Ω होता है इसलिए प्राइमरी साइड में Rtotal ReRL होगा यहां मैं RL लिख रहा हूं जोकि 01798 Ω है और Xtotal Xe X L होगा जिसको जोड़ने से 6 Ω आउटपुट मिलेगा इसलिए इमपीडांस Z निकालने के लिए 8j 6 Ω करना होगा इसलिए I2 V1 वोल्टेज होगा जो उस लो वोल्टेज साइड को कहा जाता है यह रिफरेंस वोल्टेज है जिसे हमने लिया है तो 200 एंगल 0o 8j 6 तो यह 20 एंगल 369o o एम्पीयर होगा इसलिए I1 कैलकुलेट करने के लिए I2 के पहले भाग को I0 के साथ जोड़ना होगा जैसा कि इस सर्किट में यहाँ है यहाँ KCL I1 I0 I2 अप्लाई करें Refer Slide Time 0415 अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह आएगा मेरा मतलब है कि अगर I2 को सब्सीट्यूट करूं और यहाँ I0 का उपयोग करूं तो यह यहां 209 एंगल 38 o एम्पीयर बन जाएगा Refer Slide Time 0427 अब V2 निकालने के लिए हमें V1 I2 Re j X j Xe इसका मतलब है कि इस सर्किट में कौन सी कॉल लागू होती है तो यहां k या KVL लागू होती है Refer Slide Time 0439 इस मामले में यह करंट I2 है जोकि I2 I2 R e j Xe और यह वोल्टेज है तो V2 वोल्टेज है तो यह है तो V2 V1 0 के बराबर है इसलिए KVL लागू करें वही चीज है जो हमने वहां लागू की है इसका मतलब है कि V2 V1 I2 Re jXe1 है तो उस स्थिति में एंगल 0 20 एंगल 369 Re1 0105 होगा यदि सरलीकृत किया जाता है तो यह V2 हो जाएगा V2 यहां 190 बन जाएगा 190 1925 एंगल 2 0 और V2 का मेग्नीट्यूड 1925 वोल्ट होगा और इससे पहले हमने V2 k V2 and N2 by N2 1 देखा है मैंने यह 10 बताया क्योंकि हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज 2000 वोल्ट है मुझे याद है कि एक यह वहां नहीं लिखा गया था तो K 110 है तो K V2 V2 या फिर V2 K V2 है V2 1925 वोल्ट होगा और V2 का एंगल 2o कहा जाता है V2 1 का मेग्नीट्यूड 1925 वोल्ट है और इसके बाद एफिशिएंसी आती है जब एफिशिएंसी मिलेगी तो आउटपुट V2 I2 cos ∅∅2 है Refer Slide Time 0631 अगर V2 को सर्किट में देखें तो सर्किट कि cos ∅2 वास्तव में इस वोल्टेज एंगल डिफरेंस I2 और V2 एंगल के बीच का अंतर है तो अगर यह देखो कि V2 I2 cos ∅2 है तो 1925 I2 20 मेग्नीट्यूड और I2 का कोस एंगल 369 हैऔर V2 2 o होगा यहाँ हमारे पास V2 2o है जहाँ I2 369 o है तो इस मामले में यह केवल अलग होगा यह cos थीटा होगा दोनों पिछड़ रहे हैं तो यह रेफरेंस है यह V1 रेफरेंस है इसलिए एक एंगल 30 है यह एंगल 369 o है और दूसरा एंगल 2o है यह 369 2 एक पावर फैक्टर एंगल है तो इसी कारण यह 3692 2o है Refer Slide Time 0754 तो इसीलिए इसे 3160 वाट कहा जाता है एक ही समय में अगर आप यह आउटपुट देखें तो I22 RL करें क्योंकि यह एक लोड पावर है यह पावर वास्तव में खपत होती है यदि लोड देखें तो 20 2 79 यह 3160 वाट है इसलिए उत्तर सही है अब इनपुट पावर लो वोल्टेज साइड V1 करंट I1 cos ∅ है तो V 1 is RLow 200 वोल्ट है I1 को हम 200 R209 and ∅ और ∅ को 30 के द्वारा कंप्यूट करते हैं उस एंगल V2 को क्या कहते हैं मेरा मतलब है कि अगर I1 के एंगल पर आते हैं 38 o और V1 एंगल 0 है तो यह रेफरेंस फेस है तो यह cos 38 o है इसलिए यह 3300 वाट है Refer Slide Time 0842 तो एफिशिएंसी आउटपुट इनपुट outputinput होगी इसलिए 31603300 9575 होगी तो यह ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी वास्तव में बहुत अधिक है Refer Slide Time 0855 एक और 500 केवीए है यह एक फुल लोड रेटिंग 500 केवीए ट्रांसफॉर्मर 2200 500 वोल्ट है तो हाई वोल्टेज साइड 2200 लो वोल्टेज साइड 500 वोल्ट है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 10 एमपी डांस होती है 10 का मतलब यह डाइमेंशनलेस होता है इसका मतलब 01 होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है इसका रजिस्टेंस दिया गया है इसका रेजिस्टेंस 001 Ω दिया गया है हमें इंपेडेंस वैल्यू एज रजिस्टेंस और रिएक्टेंस रिएक्टेंस का पता लगाना होगा लेकिन अगर इंपेडेंस 010 है तो इसे कैसे करेंगे बस ध्यान से सुनें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह की समस्याओं से ऐसा हो जाएगा तो कोई भी इसे आसानी से कर सकता है Refer Slide Time 0938 पहले फुल लोड करंट का पता लगाएं क्योंकि इसे फुल लोड केवीए 500 केवीए रेफर टाइम 0942 कहा जाता है तो यह 500 1000 है ताकि वोल्ट एम्पीयर को 500 वोल्ट के साथ विभाजित किया जा सके जोकि लो वोल्टेज साइड है यह लो वोल्टेज साइड पर फुल लोड करंट है क्योंकि लो वोल्टेज साइड पर 500 वोल्ट है तो इसी तरह यदि हाई वोल्टेज साइड चाहते हैं तो आप 2200 को विभाजित कर सकते हैं संदर्भ समय 1002 हम लो वोल्टेज साइड पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह 1000 एम्पीयर है बेस इंपेडेंस Z होगा जब बेस इंपेडेंस होता है तो इसे Z B कहा जाता है यह V2 I2 fl होगा तो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज 500 है यह रेटेड वोल्टेज है और फुल लोड करंट 1000 एम्पीयर है तो यह बेस इंपेडेंस है जिसे ए के आधार पर वास्तव में निर्धारित किया जाता है आयु रेजिस्टेंस एज रिएक्टेंस एमपी डांस निर्धारित की जाती है तो यहZB V2I2 fl के द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे कि 5001000 आधा Ω है माननीय की इंपेडेंस Z है इसलिए एज इंपेडेंस ZZ B होगी Refer Slide Time 1045 यदि मान लें कि ट्रांसफार्मर Z है तो ZZ B एज इंपेडेंस होगा यह डाइमेंशनलेस मात्रा है जहाँ इस Z में base यह Z आधार Ω है तोZZ B एक डाइमेंशनलेस मात्रा है इसलिए यह Z Z बेस से आधा विभाजित होगा तो 2 जेड के मामले में बेस इंपेडेंस 01 दी गई है इसका मतलब है एज रजिस्टेंस वास्तव में 01 दी गई है इसलिए 2 जेड 01 होगा यहां इंपेडेंस Z है जिसकी वैल्यू Z 005 Ω है तो यह वास्तव में Z Ω है तो यह एक डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है तो 2 Z 01 है तो जो भी वैल्यू मिलेगी वह वास्तव में Ωic वैल्यू Z है जोकि 005 01 है Refer Slide Time 1137 अब एज रजिस्टेंस RZB है इसलिए R को 001 Ω दिया गया है यह R1 वास्तव में 001 Ω दिया गया है और Z इसमें आधा है वास्तव में एज रेजिस्टेंस 2 001 half है इसलिए 002 यह 2 है X हम जानते हैं कि अभी X2 ही है Refer Slide Time 1214 X2 R2 Z 2 हैं इसलिए X √√Z 2 R2 यहां इसका उपयोग किया जाता है तो यह 005 है और यह 001 है यहां एक्स की वैल्यू 0049Ω है और एज रिएक्टेंस फिर से ZB जेड बी से विभाजित होगा क्योंकि यह Ω है यह भी 0049 Ω आधा है इसलिए यह 98 या 098 प्रति यूनिट है तो यह है कि कोई इस चीज़ की गणना कैसे कर सकता है यह अभ्यास यह पता लगाता है कि लो वोल्टेज साइड फुल लोड करंट के बजाय हाय वोल्टेज साइड फुल लोड करंट को क्या कहते हैं और बेस इंपेडेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करें और देखें कि अब क्या समान है या नहीं यह बात है Refer Slide Time 1311 अब हानि और दक्षता इसलिए एक ट्रांसफार्मर में विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं लेकिन हम वास्तव में क्या करेंगे हम अपनी मुख्य चिंता का विषय यह होगा कि लोहे की हानि जो मुख्य नुकसान है जो कि करंट है और हिस्टैरिसीस एक साथ हैं और कॉपर लॉस I2 है घुमावदार प्रतिरोध में नुकसान तो कोर नुकसान ये हिस्टैरिसीस और एड़ी करंट लॉस हैं कोर नुकसान निरंतर वोल्टेज और आवृत्ति पर संचालित एक ट्रांसमिशन खेद ट्रांसफार्मर के लिए स्थिर है यदि वोल्टेज स्थिर है तो फ्रीक्वेंसी निरंतर है इसलिए कोर लॉस अधिक ओर कम है क्योंकि हमने एड़ी की वर्तमान और हिस्टैरिसीस हानि के लिए एड़ी की अभिव्यक्ति देखी है तो आमतौर पर वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी नेगलिजिबल है तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह नुकसान मूल रूप से निरंतर कोर लॉस और कॉपर लॉस है जो कि I2 R लॉस है Refer Slide Time 1354 तो यह लॉस वाइंडिंग रेजिस्टेंस में होता है जब ट्रांसफार्मर लोड करंट को कैरी करता है अगर ट्रांसफॉर्मर लोड वेरी करेगा उससे ट्रांसफॉर्मर I मैं भी बदलाव आता है इसलिए यह कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस है हर समय लोड स्थिर नहीं होता जब करंट स्थिर नहीं होता है तो यह कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस होता है जब ट्रांसफॉर्मर लोड करंट को वहन करता है तो कॉपर लॉस अलग अलग हो जाता है क्योंकि लोडिंग को फुल लोड के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है इसलिए आम तौर पर वास्तव में अगर मैं बदलता हूं इससे लोडिंग भी बदलती है लोड भी भिन्न होता है तो कभी कभी पूरा रेशियो 22 के रूप में व्यक्त किया जाता है बाद में हम इसे देखेंगे Refer Slide Time 1431 अब एक अन्य प्रकार का नुकसान है जिसे हम अपने अध्ययन में नहीं मानेंगे लेकिन हमारे सामान्य ज्ञान के लिए कुछ समय के लिए लोड या सट्रे लॉस होता है यह काफी हद तक टैंक वॉल और कंडक्टरों में एड़ी धाराओं को उत्पन्न करने वाले रिसाव क्षेत्रों से उत्पन्न होता है एक और चीज है जिसे डाइलेक्ट्रिक लॉस कहा जाता है यह लॉस वास्तव में इंसुलेटिंग मैटेरियल से होता है विशेष रूप से तेल या फिर सॉलिड इन्सुलेटर से Refer Slide Time 1458 कोर लॉस या आयरन लॉस के नुकसान पर विचार करेंगे जो Wi है हम मानेंगे कि यह एक निरंतर लॉस है क्योंकि हम मानते हैं कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेगी एक और कॉपर लॉस है यह वेरिएबल लॉस है क्योंकि अगर लोड बदलता है तो उस करंट भी बदलता है जिसे वेरिएबल लॉस कहते हैं तो कॉपर लॉस वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में I22 R1 I22 R2 हैं मेरा मतलब है कि हमने ट्रांसफार्मर के बराबर सर्किट को देखा है और मैं 1 सर्किट पर वापस जा रहा हूं Refer Slide Time 1519 मैं 1 सर्किट पर वापस जा रहा हूं जिसमें ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस के बारे में बताया गया है हम सर्किट पर वापस जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी यहां आते हैं Refer Slide Time 1559 तो इस साइडको वास्तव में इस तरफ ले जाया गया हैमैं इसके लिए उपाय बताऊंगा रुको मुझे इसे फिर से सर्च करना है मैं इसके लिए प्रयास करूंगा मैं सर्च करने की जगह इसे फिर से ड्रॉ करता हूं अगर अगर मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं तो यह वह है जिसे कोर लॉस कंपोनेंट कहा जाता है और यह मैग्नेटाइजिंग लॉस कंपोनेंट है और यह प्राइमरी साइड है और इस साइड को R1 कहते हैं और X1 है और यह प्राइमरी साइड वाइंडिंग है और यह सेकेंडरी साइड वाइंडिंग होगा हम यह मान लेंगे कि यह स्थान सेकेंडरी साइड वाइंडिंग के द्वारा अपडेट किया गया है आइए इसे स्पष्ट करें मैं इसे केवल यह देखने के लिए यहां बना रहा हूं Refer Slide Time 1706 तो यह R है और यह स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण है इसलिए यह R प्राइमरी साइड में है यह करंट I1 है यह करंट I0 है और यह करंट साइड कह रहा है कि हम I2 ले रहे हैं और यह प्राइमरी वाइंडिंग है और यह R1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग है तो यह साइड R2 है यह X2 है और यहां लोड है यह R2 है और इसके माध्यम से करंट I2 से फ्लो होगा यहाँ लॉस और टोटल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम मेग्नीट्यूड I22 R1 मेग्नीट्यूड I2 R2 लेंगे यह टोटल कॉपर लॉस के वास्तविक पावर लॉस है तो चलिए स्पष्ट करते हैं यह वही है जो हम लिख रहे हैं I2 2 R1 I2 2 R2 टोटल कॉपर लॉस है तो इस मामले में सिर्फ I2 2 कॉमन है Refer Slide Time 1810 तो यह R2 I2 I22 R1 बन जाएगा तो हम जानते हैं कि I2 I2 N2 N1 पहले हम इसे देख चुके हैं अगर यह विकल्प है कि यह R2 होगा और हम जानते हैं कि हमने अपनी इस ट्रांसफार्मर चीज़ K N1N2 के माध्यम से देखा है इसलिए यदि N2 पर K NN1 तो यह R2 R1K2 I22 होगा इसलिए कॉपर लॉस को Re2 I22 कहा जाएगा Refer Slide Time 1843 यह Re2 वास्तव में सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड को संदर्भित करता है यदि प्राइमरी साइड को उसी स्थिति में लें तो उस स्थिति में यह R1 K2 R2 होगा लेकिन हम इसे सेकेंडरी साइड के संदर्भ में बना रहे हैं यह कॉपर लॉस है इस Re2 I22 और यह Re2 है Refer Slide Time 1902 अब हम मान के चलते हैं कि x I2I हैं क्योंकि हम सेकेंडरी साइड पर काम कर रहे हैं क्योंकि रीलोड को सेकेंडरी साइड पर रखा गया है तो I2I2 fl I2 fl फुल लोड कहें I2 फुल लोड करंटहै अभी हमने 500 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड पर फुल लोड करंट की गणना करने के लिए 1 उदाहरण लिया हमें 1000 एम्पीयर मिले अभी हमने 1 प्रॉब्लम सॉल्व की अगर हम मैथमेटिकली रूप से लिखें तो x I2I2 I2 fl है जहां I2 fl का मतलब फुल लोड है तो I2 fl फुल लोड करंट है जो सेकेंडरी साइड पर है तो I2 इस समीकरण को I2 x I2 fl बनाएँ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कॉपर लॉस Re2 को Re2 I22 मैं हम I2 अंक डाल रहे हैं Refer Slide Time 1944 तो Re2 x I2 fl2 तो कॉपर लॉस X2 I22fl Re2 होगा यह कॉपर लॉस है अब हम मान सकते हैं की कॉपर लॉस X2 Wc लिख सकते हैं Wc I22fl Re2 इसे फुल लोड कॉपर लॉस कहा जाता है तो Wc फुल लोड कॉपर लॉस है तो I22fl Re2 Wcहै इसे फुल लोड कॉपर लॉस कहा जाता है तो कॉपर लॉस को एक्स X2 Wc डब्ल्यूसी कहते हैं अब यही कारण है कि मैंने Wc को फुल लोड कॉपर लॉस लिखा है Refer Slide Time 2032 अब ट्रांसफार्मर के आउटपुट को आम तौर पर V2 I2 cos ∅2 माना जाताहै अब V2 है और I2 x I2 फुल लोड है जिसे I2 x I2 fl से सब्सीट्यूट किया गया है तो x V2 I2 fl cos theta 2 ∅2 है तो इस मामले में I2 x I2 fl होगा Refer Slide Time 2054 तो इसका मतलब है कि आउटपुट x P fl P fl वास्तव में फुल लोड आउटपुट है उदाहरण के लिए यदि 500 केवीए और पावर फैक्टर दिया जाता है तो हमें P फ्लो का पता चलता है तो मूल रूप से P fl V2 I2 fl cos ∅2 होगा तो वह फुल लोड आउटपुट है हमें 500 केवीए के ट्रांसफॉर्मर केवीए वाट के लिए करंट भी दिया गया है तो V2 I2 fl cos ∅2 जो फुल लोड आउटपुट और आउटपुट X P fl है और यदि X की वैल्यू1 है तो आउटपुट पूर्ण लोड आउटपुट या X भिन्न होता है तो स्वाभाविक रूप से आउटपुट अलग अलग होगा और यह ट्रांसफार्मर के लिए होगा और क्योंकि पूरे दिन लोड बदल रहा है तो इनपुट आउटपुट लॉस होगा यह आउटपुट X P fl लॉस है तो इनपुट आउटपुट कोर लॉस कॉपर लॉस दोनों पर हमें विचार करना होगा Refer Slide Time 2153 तो इनपुट x P fl Wi कोर लॉस या आयरन लॉस X2 Wc है Refer Slide Time 2213 इसलिए एफिशिएंसी आउटपुट इनपुट outputinput होगी इसलिए एफिशिएंसी को x P fl डिवाइड बाय X PflWiX2 Wc के रूप में लिखा जा सकता है अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए d zetadx 0 लेना होगा Refer Slide Time 2224 अगर कहें कि d zetadx 0 है तो आयरन लॉस कॉपर लॉस देखी जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए इस स्थिति को ध्यान में रखना होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस कॉपर लॉस लेकिन यह डेरिवेटिव है कृपया इसे स्वयं सॉल्व करें तभी उत्तर मिलेगा Refer Slide Time 2245 इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कोर लॉस कॉपर लॉस है इसलिए nu max Wi X2 Wc डाल दिया जाए इसका मतलब है अगर X2 Wc Wi अगर इस अभिव्यक्ति में लगाया जाए तो X2 Wc Wi मिलेगा फिर यह x P fl dividedx P fl Wi के साथ किया जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी x P flx P fl 2 Wi है तो यह एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए है अब एक ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की एफिशिएंसी की गणना करने के लिए हम इसे एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे Refer Slide Time 2324 पूरे दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 घंटे ट्रांसफार्मर का आउटपुट जोकि किलोवाट में है उसको 24 घंटे में ट्रांसफार्मर के इनपुट किलोवाट के साथ विभाजित करके मिलेगा Refer Slide Time 2334 यहां आयरन लॉस कांस्टेंट है और 24 घंटों के दौरान कांस्टेंट और प्रेजेंट है जो भी आयरन लॉस होगा वह निरंतर 24 घंटे रहेगा जो भी आयरन लॉस होगा वह पूरे दिन में 24 गुणा करें यह किलोवाट घंटे में इतना होगा कि किलोवाट घंटे के आयरन लॉस के संदर्भ में हम क्या कहेंगे और आयरन लॉस भार के 2 के रूप में अलग अलग होता है जो वर्तमान में घंटे से घंटे तक भिन्न होता है इसलिए कॉपर लॉस वेरिएबल रहेगा लेकिन आयरन लॉस स्थिर रहेगा जब हम एक उदाहरण लेंगे Refer Slide Time 2402 अब एक और बात वोल्टेज रेगुलेशन है यह बहुत ही साधारण बात है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन के कारण लोड में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है जिससे वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्शन में वोल्टेज ड्रॉप में परिवर्तन होता है क्योंकि यदि लोड में बदलाव होता है तो स्वाभाविक रूप से सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज ड्रॉप बदल जाएगा Refer Slide Time 2422 ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में नेट चेंज के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई लोड से फुल लोड तक नहीं है तो कोई भी लोड से लेकर फुल लोड को व्यक्त करने के लिए एज एजवोल्टेज है इसका मतलब है वोल्टेज लेशन यह V2 0 लो लोड है और यह V2 f1 फुल लोड को V2 fl 100 से विभाजित किया जाएगा जोकि वोल्टेज रेगुलेशन है तो यह सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में नेट चेंज है जिसमें नो लोड से फुल लोड को व्यक्त करने के लिए एज तक का मूल्यांकन वोल्टेज है इसलिए यह वोल्टेज रेगुलेशन है अब V2 0 क्या है V2 fl क्या है तो V2 0 जो कि सेकेंडरी वोल्टेज है जब भार को फेंका जाता है तो V2 0 E2 होता है Refer Slide Time 2504 इसका मतलब है जब लोड नहीं होता है तो कोई लोड स्थिति नहीं होती है और V2 fl फ़ुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज है यह रेटेड माध्यमिक वोल्टेज के लिए समायोजित माना जाता है Refer Slide Time 2522 तो वोल्टेज रेगुलेशन एक ट्रांसफार्मर की योग्यता का एक आंकड़ा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन 0 है क्योंकि उस मामले में V2 0 V2 fl मान आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए एक ही बात है तो उस स्थिति में एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए रेगुलेशन 0 है Refer Slide Time 2543 तो छोटे वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर ट्रांसफार्मर का संचालन है तो इसका मतलब है लोड के टर्मिनल के पार वोल्टेज बेहतर होगा Refer Slide Time 2557 अब यदि इस तरह से सर्किट को देखें तो यह E2 यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें वाइंडिंग के अलावा कुछ नहीं है तो यह E2 V2 0 है और यह Re2 XE2 है जिसे सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कहा जाता है यह करंट I2 है और V2 लोड के पार वोल्टेज है तो एक इक्विवेलेंट सर्किट मान लीजिए इस 1 का संदर्भ लें तो वास्तव में Re2 R2 R1K2 होगा Refer Slide Time 2623 तोR2 R1k 2 और XE2 is X2 X 1K2 है तो यह वही है जिसे माध्यमिक के लिए एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाता है यहां संट ब्रांच नेगलिजिबल है मेरा मतलब है कि हम इस शंट शाखा से जुड़े हुए हैं तो Re2 XE2 एक्सप्रेशन यह सब जानते हैं इसलिए इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है Refer Slide Time 2647 अब एक और यह है की विभिन्न पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन अभिव्यक्ति के लिए केस 1 को हम यूनिटी पावर फैक्टर लोड मानते हैं जब यूनिटी पावर फैक्टर लोड होता है तो यह विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक होता है यदि यह विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो वर्तमान I2 और V2 दोनों चरण में हैं यदि दोनों अगर यह 2 चीजें यदि दोनों चरण में हैं तो यह वोल्टेज V2 है और प्रतिरोध I2 Re2 के पार यह वोल्टेज है और जैसा कि यह यूनिटी पावर फैक्टर लोड है तो यह I2 और V2 दोनों चरण में होगा और यह एक और बात है I2 Re2 ड्रॉप भी जोड़ते हैं क्योंकि E2 V2 I2 Re2 j I2 XE2 है तो जैसा कि j I2 XE2 का अर्थ है कि यह यहाँ से 90 o होगा और यह वोल्टेज E2 है और यह ∂ है इसका मतलब है कि E2 2 के तहत V2 I2 Re22 I2 XE22 √ होगा Refer Slide Time 2759 तो यही कारण है कि Re22 V2 I2 Re22 I2 XE22 इसका मतलब है कि यह E22√ है अब जैसा कि एक अनुमान E2 के लिए लिख सकता है अब E2 अब एक और चीज E2 cos V2 I2 Re2 लिख सकता है जिसे हम E2 cos∂ भी लिख सकते हैं Refer Slide Time 2821 इसीलिए हमने E2 cos ∂ V2 I2 Re2 लिखा है अब यदि ∂ लगभग 0 हैं तो cos ∂ 1 होगा इसलिए E2 लगभग V2 I2 Re2 या हम लिख सकते हैं E2 V2V2 I2 Re2V2 लिख सकते हैं हमने अभी देखा E2 V2 0 इसका मतलब हैV2 0 V2V2 I2 Re2 V2 है तो यह एक्सप्रेशन है जिसे रेगुलेशन कहा जाता है Refer Slide Time 2857 इसी तरह लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है इसका मतलब है करंट लैगिंग है तो यह सेकेंडरी करंट I2 है यह V2 एंगल ∅2 से लेगिंग कर रहा है उस स्थिति में हम कहेंगे कि करंट लेगिंग हो रही है तो इसके साथ ही यह ड्रॉप I2 Re2 होगा और फिरI2 XE2 यह 1 होगा और यह एंगल 90 o है इस एंगल को 90 o से देखो और यह Re2 है और V2 और E2 के बीच का एंगल ∂ है अब सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन लगाएं इस भाग को देखिए जहां मैं करसर दिखा रहा हूं यह I2 Re2 cos ∅2 है क्योंकि यह एंगल ∅2 है इसलिए सिंपल ज्योमेट्री से यह एंगल ∅2 है इसलिए यह भाग I2 Re2 cos ∅2 है और यहां से यहां तक I2 XE2 sin ∅2 है मैंने जो कुछ भी चिह्नित किया है उसे देखें और यह पूरी वर्टिकल रेखा इस एंगल ∅ पर है I है तो यह ∅2 होगा इसलिए यह I2 XE2 cos ∅2 होगा और यह भाग वर्टिकल रूप से यदि यह देख ले कि यह भाग I2 Re2 sin ∅2 है तो इसे हम सिंपल जॉमेट्री कहेंगे इसलिए इसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने सिंगल फेज एसी सर्किट फेजर डायग्राम को देखा है तो अगर हम इस ट्रायंगल पर विचार करें मेरा मतलब है कि यह भाग और इस भाग पर विचार करें तो E22 V2 I2 Re2 cos ∅2 I2 XE2 sin ∅2 wholE2 I2 XE2 cos ∅2 I2 Re2 sin ∅22 होगा Refer Slide Time 3056 अब देखिए यह क्या लिखा है यह E22 वह है जिससे E2 मिलेगा अब एक एप्रोक्सीमेशन के रूप में भीE2 cos ∂ E2 E2 cos ∂ लिख सकते हैंमेरा मतलब है कि E2 E2 cos ∂ मेरा मतलब है कि यह भाग V2 I2 Re2 cos ∅2 I2 XE2 sin ∅2 है तो यहां जो लिखा है वह इक्वेशन है Refer Slide Time 3127 अब मान लीजिए कि ∂ equal 0 के बराबर है और cos ∂ 10 है इसलिए E2 V2 I2Re2 cos ∅2 I2Xe2 sin ∅2 है E2 V2 V2 मैं I2 को कॉमन ले सकते हैं Refer Slide Time 3132 तो यह V2 0 V2V2 I2 Re2 cos ∅2 XE2 sin ∅2V2 होगा इसलिए हमने सेकेंडरी साइड का बेस इंपेडेंस देखा है V2I2 सेकेंडरी साइड पर है तो ZB का मतलब बेस इंपेडेंस है और 2 का मतलब सेकेंडरी साइड से है इसलिए Z B 2 V2I2 है इसलिए यह समीकरण Re2 cos ∅2 XE2 sin ∅2V2I2 हम लिख सकते हैं और वह V2 I2 V2I2 Z B 2 लिख सकते हैं तो वह ZB2 है इसलिए हम V2 0 V2V2 Re2Z B 2 cos ∅2 XE2Z B 2 sin ∅2 लिख सकते हैं Refer Slide Time 3217 हम इसे Re2 प्रति यूनिट के द्वारा डिफाइन करेंगे इसका मतलब है डाइमेंशनलेस क्वांटिटी इस p u का अर्थ है प्रति यूनिट तो Re2Z B 2 और XE2 प्रति यूनिट XE2 प्रति यूनिट XE2Z B 2 है और जैसा कि मैंने यहां लिखा है यह प्रति यूनिट है Refer Slide Time 3240 इसलिए V2 0 V2V2 एज के संदर्भ में वोल्टेज रेगुलेशन है जो प्रति यूनिट Re2 per unit cos ∅2 XE2 प्रति यूनिट sin ∅2 है बहुत आसान है इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास आवश्यक है Glossary English Word Word Meaning low voltage current लो वोल्टेज करंट लो वोल्टेज करंट low voltage side लो वोल्टेज साइड कम वोल्टेज पक्ष high voltage side हाय वोल्टेज साइड उच्च वोल्टेज पक्ष circuit diagram सर्किट डायग्राम सर्किट आरेख mathematical derivation मैथमेटिकल डेरिवेशंस गणितीय व्युत्पत्ति equivalent circuit इक्विवेलेंट सर्किट बराबर सर्किट less component resistance लेस कंपोनेंट रजिस्टेंस कम घटक प्रतिरोध magnetizing component मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट समग्र नेटवर्क प्रतिमान branch ब्रांच ब्रांच parallel circuit पैरेलल सर्किट समानांतर सर्किट parameter पैरामीटर पैरामीटर terminal voltage टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल का वोल्टेज magnitude मेग्नीट्यूड परिमाण impedance इमपीडांस इमपीडांस reference voltage रिफरेंस वोल्टेज संदर्भ वोल्टेज calculate कैलकुलेट कैलकुलेट substitute सब्सीट्यूट विकल्प component कंपोनेंट अंग efficiency एफिशिएंसी दक्षता voltage angle difference वोल्टेज एंगल डिफरेंस वोल्टेज कोण अंतर power factor angle पावर फैक्टर एंगल पावर फैक्टर कोण Load power लोड पावर भार शक्ति reference phase रेफरेंस फेस संदर्भ चरण outputinput आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट dimensionless डाइमेंशनलेस आयामरहित resistance रजिस्टेंस प्रतिरोध Full load current फुल लोड करंट पूर्ण भार वर्तमान reactance रिएक्टेंस रिएक्टेंस hysteresis हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस eddy एड़ी एड़ी negligible नेगलिजिबल नगण्य variable loss वेरिएबल लॉस परिवर्तनशील हानि die electric loss डाइलेक्ट्रिक लॉस बिजली का नुकसान solid insulator सॉलिड इन्सुलेटर ठोस इन्सुलेटर frequency फ्रीक्वेंसी आवृत्ति winding transformer वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर घुमावदार ट्रांसफार्मर magnetising loss component मैग्नेटाइजिंग लॉज कंप्लेंट चुंबकत्व हानि घटक secondary side winding सेकेंडरी साइड वाइंडिंग द्वितीयक पक्ष घुमावदार primary side winding प्राइमरी साइड वाइंडिंग प्राथमिक पक्ष घुमावदार constraint कंस्ट्रेंट बाधा total copper loss टोटल कॉपर लॉस कुल तांबा नुकसान equivalent resistance इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध maximum efficiency मैक्सिमम एफिशिएंसी अधिकतम दक्षता voltage regulation वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज अधिनियम leakage reactance लीकेज रेजिस्टेंस रिसाव की प्रतिक्रिया horizontal हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्षैतिज vertical projection वर्टिकल प्रोजेक्शन ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण simple geometry सिंपल ज्योमेट्री सरल ज्यामिति